हेलो स्टूडेंटस हमने अपने अंतिम व्याख्यान में निम्न प्रकार की असमिकाएँ देखी थी जहां अंतराल abपर परिभाषित फलन f का लोअर बाउंड अंतराल के किसी उप अंतराल के लोअर बाउंड से छोटा या बराबर होता है जोकि अपने अप्पर बाउंड से आवश्यक रूप से छोटा होता है तथा ऐसे सभी अप्पर बाउंड अंतराल ab में फलन के अप्पर बाउंड से छोटे या बराबर होते हैं इस संबंध को समीकरण 1 मान लेते हैं अब हम पार्टीशन P के लिए फलन f का अपर सम निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं 𝑈𝑃𝑓𝑀1𝑥1−𝑥0𝑀2𝑥2−𝑥1 𝑀𝑛𝑥𝑛−𝑥𝑛−1 जिसे हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं यह हमारा अपर सम है इसी प्रकार हम लोअर सम भी परिभाषित कर सकते हैं लोअर सम को LPf प्रदर्शित किया जाता है और इससे निम्न प्रकार लिखा जाता है 𝑚1𝑥1−𝑥0𝑚2𝑥2−𝑥1 𝑚𝑛𝑥𝑛−𝑥𝑛−1 जिससे हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं तो यह दोनों अपर सम तथा लोअर सम कहलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम प्रत्येक पार्टीशन 𝑃∈℘𝑎𝑏 के लिए दो संख्याएं U P f तथा L P f ज्ञात कर सकते हैं तो हम प्रत्येक पार्टीशन P के लिए बिंदुओं 𝑥0 𝑥1 𝑥2 𝑥3 से 𝑥𝑛 तक को प्राप्त कर इन बिंदुओं के आधार पर उप अंतरालो 𝑥0 से 𝑥1 𝑥1 से 𝑥2 तथा अन्य इसी प्रकार को बना सकते हैं और फलन f के अंतराल ab मे बाउंडेड होने के कारण हम इनमें से प्रत्येक उप अंतराल के लिए फलन f के अप्पर बाउंड तथा लोअर बाउंड को ज्ञात कर सकते हैं और इन सभी अंतरालो के अप्पर बाउंडस तथा लोअर बाउंडस से आधार पर हम अपर सम तथा लोअर सम को ज्ञात कर सकते हैं जो क्रमशः 𝑀1𝑥1−𝑥0𝑀2𝑥2−𝑥1 𝑀𝑛𝑥𝑛−𝑥𝑛−1 तथा m1𝑥1−𝑥0m2𝑥2−𝑥1 m𝑛𝑥𝑛−𝑥𝑛−1 द्वारा दिए जाते हैं तो इस प्रकार हम प्रत्येक उप अंतराल तथा उप अंतरालो के समूह के लिए U P f तथा L P f प्राप्त कर सकते हैं जोकि आवश्यक रूप से संख्याएं होंगी क्योंकि अप्पर बाउंड तथा लोअर बाउंड संख्याएं हैं और 𝑥1𝑥2𝑥3 वास्तविक अक्ष पर बिंदु है जिनके अंतर से हमें संख्याएं ही प्राप्त होती हैं तो इस प्रकार से पार्टीशन P की मदद से हमारे पास दो संख्याएं आ जाती हैं तो पूर्व की स्लाइड से हमारे पास असामयिका 1 𝑚≤𝑚𝑟≤𝑀𝑟≤𝑀 है और यदि हम इसे 𝑥𝑟−𝑥𝑟−1 से गुणा करेंगे और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 𝑥𝑟 𝑥𝑟−1 दोनों वास्तविक अक्ष पर दो बिंदु हैं जिनका अंतर आवश्यक रूप से वास्तविक संख्या होगा साथ ही अगर हमारा अंतराल ऋणात्मक हो तो भी अगर हम इस अंतराल को समान उप अंतरालो में में विभाजित करें तो भी हमें यह अंतर धनात्मक ही प्राप्त होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि 𝑥𝑟−𝑥𝑟−1 सदैव धनात्मक होता है और हम जब इसे असामयिका से गुणा करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता अब हम सभी पक्षों का समेशन करेंगे जोकि प्रत्येक r के लिए सत्य होगा जहां r का मान 1 से n तक हो सकता है तो अब मैं सभी पक्षों का समेशन करता हूं जो निम्न प्रकार प्रदर्शित होता है तो इस प्रकार यहां दाएं हाथ की तरफ योग मैं m आता है अब क्योंकि m संपूर्ण अंतराल ab का लोअर बाउंड है अतः यह r से स्वतंत्र है अतः हम m को समेशन के बाहर निकाल सकते हैं जिससे हमें निम्न असामयिका प्राप्त होती है

हमने M को भी समेशन से बाहर ले लिया है क्योंकि यह भी r से स्वतंत्र है अब मैं चाहूंगा कि आप देखें कि हम सभी उप अंतरालो का समेशन करते हुए क्या कर रहे हैं अर्थात 𝑥1 − 𝑥0 𝑥2 − 𝑥1 𝑥3 − 𝑥2 यदि हम ध्यान से देखें तो समेशन करने के पश्चात हमें 𝑥𝑛 − 𝑥0 प्राप्त होता है तथा अन्य सभी बिंदु आपस में कट जाते हैं अतः हम देखते हैं कि यदि हम समेशन को खोल देते हैं तो हमारे पास केवल 𝑥𝑛 − 𝑥0 रह जाएगा और आप पूर्व की स्लाइड से देख सकते हैं कि असामयिका का दूसरा पद लोअर सम LP f ही है इसी प्रकार तीसरा पद अपर सम UPf है जो की M से छोटा या बराबर होता है दो हमें यहां पर एक महत्वपूर्ण असमीका प्राप्त होती है इस असमीका में हम देखते हैं कि लोअर सम तथा अपर सम m के द्वारा बाउंडेड होते हैं अतः f के ab पर इनफीमम व अंत बिंदुओं के अंतर का गुणनफल व f के ab पर सुप्रीमम व अंत बिंदुओं के अंतर का गुणनफल लोअर सम साथ ही अपर सम के क्रमशः लोअर बाउंड व अप्पर बाउंड है

अतः यह दूसरी असमीका थी जो हमें रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन को पढ़ने से पूर्व स्थापित करनी थी इसके आधार पर हम यहां दो संख्याएं परिभाषित कर पाएंगे जैसा कि हमने कहा पार्टीशन के समूह से प्रत्येक पार्टीशन P के लिए हमारे पास एक UPf साथ ही एक LPf होता है तो मूलतः हमारे पास अंतराल विभाजनों के समूह ℘𝑎 𝑏 से प्रत्येक पार्टीशन P के लिए दो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय होते हैं समुच्चय LPf का सुप्रीमम f का ab पर लोअर इंटीग्रल कहलाता है और इसे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं यहां हम f का लोअर इंटीग्रल प्रदर्शित करने के लिए एक छोटा सा ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं और इसे छोटे रूप में लिख सकते हैं

अब जब हमें अपर इंटीग्रल व लोअर इंटीग्रल की परिभाषा मिल चुकी है और हम इनके नोटेशन भी दे चुके हैं हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन परिभाषित कर सकते हैं ab पर एक फंक्शन f या एक बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कहलाता है यदि दोनों और का अस्तित्व है और यह संबंध को संतुष्ट करते हैं अतः जब अपर इंटीग्रल व लोअर इंटीग्रल बराबर होते हैं तो ऐसे फंक्शंस रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस कहलाते हैं और यह समान मान f का ab पर रीमान इंटीग्रल कहलाता है तथा इसे द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम इसे छोटे रूप में अथवा लिख सकते हैं

अतः रीमान इंटीग्रेबिलिटी की बात करते हुए हमने पाया कि सर्वप्रथम हमें संवृत अंतराल का पार्टीशन लेना समझना होता है फिर पार्टीशन से हम नॉन ओवरलैपिंग उप अंतराल बनाते हैं इनके आधार पर फंक्शन के ना केवल पूरे अंतराल पर अपितु उप अंतरालों पर भी लोअर बाउंड व अपर बाउंड परिभाषित कर सकते हैं और ऐसे हर पार्टीशन के लिए आपको अलग नॉन ओवरलैपिंग उप अंतराल प्राप्त होंगे और इससे उन उप अंतरालों पर अलग लोअर बाउंड व अपर बाउंड प्राप्त होंगे अब हम एक बार यह लोअर बाउंड व अपर बाउंड प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोअर सम व अपर सम ज्ञात कर पाते हैं और इनके आधार पर लोअर इंटीग्रल व अपर इंटीग्रल निकाल पाते हैं और यदि यह लोअर इंटीग्रल व अपर इंटीग्रल समान है तो हम कहते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है यहां यह लोअर सम व अपर सम पूर्णतया इस पर निर्भर करते हैं कि आपने पार्टीशन क्या चुना है अतः इस पार्टीशन के समूह के प्रत्येक पार्टीशन P के लिए हम यह लोअर सम व अपर सम प्राप्त कर सकते हैं मूलतः यह पार्टीशन P पर निर्भर करते हुए दो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं जो की लोअर सम व अपर सम है जिनसे हम फंक्शन f के लिए लोअर इंटीग्रल व अपर इंटीग्रल परिभाषित कर पाते हैं और यदि यह लोअर इंटीग्रल व अपर इंटीग्रल समान होते हैं तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कहलाता है और यह समान मान f का ab पर रीमान इंटीग्रल कहलाता है तथा इसे द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार हमने रीमान इंटीग्रल अथवा रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन को परिभाषित किया अब हम एक उदाहरण लेंगे जिसमें फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल प्रदर्शित करेंगे आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको रेफरेंसेस की सूची दे रहा हूं जहां आप मेरी पढ़ाई हुई चीजों का विवरण देख सकते हैं अधिकतर समय मैं मेरे बनाए नोट्स से पढ़ाऊंगा मैं आपको कुछ उदाहरण भी करवाऊँगा आशा करता हूं इससे आपको समझने में सहायता मिलेगी तो अब हम एक उदाहरण लेते हैं जहां हम यह प्रदर्शित करेंगे कि दिया हुआ फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है अथवा नहीं तो उदाहरण 1 से शुरू करते हैं माना सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय ℝ में ab एक संव्रत व बाउंडेड अंतराल है और c ℝ में कोई भी संख्या है और माना की f ab से R में fc जहां सभी x ab में है द्वारा परिभाषित एक मैपिंग है तब सिद्ध करना है कि f रीमान इंटीग्रेबल है तो इसे हल करना शुरू करने से पहले हम यह देखते हैं कि रीमान इंटीग्रेबिलिटी सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए तो हमें यह प्रदर्शित करना है कि लोअर इंटीग्रल व अपर इंटीग्रल बराबर है तो लोअर इंटीग्रल व अपर इंटीग्रल प्राप्त करने के लिए पहले हमें लोअर सम व अपर सम निकालना होगा और इससे पहले कि हम लोअर सम व अपर सम निकाल सकें हमें पहले ab के लिए एक पार्टीशन लेना होगा जिसके आधार पर हम फंक्शन f के लिए अंतराल ab व उप अंतरालों पर लोअर बाउंड व अपर बाउंड निकाल सकें यहां हमारा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए हम कैसा पार्टीशन लेते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी बिंदु ले मान सदैव समान है रहेगा अर्थात लोअर बाउंड व अपर बाउंड ना केवल संव्रत अंतराल पर अपितु उप अंतरालों पर भी समान रहेंगे फिर भी इसे समझने के लिए हम उदाहरण करते हैं सर्वप्रथम हम देखते हैं कि f ab पर बाउंडेड है और हम ab का पार्टीशन P 𝑥0𝑥1 𝑥𝑛 लेते हैं जहां 𝑎𝑥0𝑥1 𝑥𝑛𝑏 जाहिर तौर पर उप अंतराल होंगे 𝑥01𝑥1𝑥2 𝑥𝑛−1𝑥𝑛 माना कि M फंक्शन f का ab पर सुप्रीमम है और m फंक्शन f का ab पर इनफीमम है इसी प्रकार हम 𝑀𝑟 को फंक्शन f का 𝑥𝑟−1𝑥𝑟 पर सुप्रीमम व 𝑚𝑟 को फंक्शन f का 𝑥𝑟−1𝑥𝑟 पर इनफीमम लेते हैं यहां मैंने सदैव 𝑥∈𝑥𝑟−1𝑥𝑟 लिया है जैसा मैंने यहां बताया x सदैव 𝑥𝑟−1𝑥𝑟 में है जहां की r का मान 1 2 3 n है क्योंकि f एक कांस्टेंट फंक्शन है लोअर बाउंड व अपर बाउंड सदैव समान होंगे यह ना केवल अंतराल पर बल्कि उप अंतरालों पर भी समान होंगे क्योंकि f एक कांस्टेंट फंक्शन है अंतराल ab पर हमारा अपर बाउंड M कांस्टेंट c होगा लोअर बाउंड m भी c होगा प्रत्येक उप अंतराल पर हमारा अपर बाउंड c होगा व प्रत्येक उप अंतराल पर हमारा लोअर बाउंड भी c होगा इसके आधार पर हम अपना अपर सम UPf निकाल सकते हैं जो कि है यहां 𝑀𝑟 का मान c है अतः c समेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि यह r से स्वतंत्र है और हमारे पास 𝑥𝑟−1 𝑥𝑟 बचेगा अब यह वैसा ही है जैसा हमने पहले भी किया है यदि हम समेशन का विस्तार करते हैं तो हमें जोड़ने पर 𝑥𝑛−𝑥0 मिलेगा शेष बचा 𝑥𝑛 मूलतः b है और 𝑥0 मूलतः a है इसी प्रकार हम अपना लोअर सम भी ज्ञात कर सकते हैं जो कि अर्थात है समान रूप से इससे c 𝑥𝑛−𝑥0 मिलेगा जिससे हमें 𝑐𝑏−𝑎 प्राप्त होगा माना कि ℘𝑎𝑏 अंतराल ab के सभी पार्टीशन का समुच्चय है तब ℘𝑎𝑏 के प्रत्येक पार्टीशन P के लिए समुच्चय LPf व समुच्चय UPf दोनों ही एकल समुच्चय 𝑐𝑏−𝑎 होंगे क्योंकि यह एक कांस्टेंट फंक्शन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पार्टीशन क्या चुनते हैं हमें हमेशा 𝑐𝑏−𝑎 प्राप्त होगा अतः सुप्रीमम या लिस्ट अपर बाउंड तथा इनफीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमेशा 𝑐𝑏−𝑎 होगा तो जैसे कि हम LPf के सुप्रीमम और UPf के इनफीमम की बात कर रहे हैं ℘𝑎𝑏 के प्रत्येक पार्टीशन P के लिए सभी LPf का सुप्रीमम 𝑐𝑏−𝑎 होगा तथा सभी UPf का इनफीमम भी 𝑐𝑏−𝑎 होगा जिसका अर्थ है लोअर इंटीग्रल अतः लोअर इंटीग्रल तथा अपर इंटीग्रल समान है अर्थात तथा क्योंकि वह समान है और उनका मान 𝑐𝑏−𝑎 है यह f का ab पर रीमान इंटीग्रल है अतः हमने यह प्रदर्शित किया कि 𝑐𝑏−𝑎 f का ab पर रीमान इंटीग्रल है जहां f कांस्टेंट फंक्शन है यहां कांस्टेंट फंक्शन f का मान c के बराबर है और हम यह प्रदर्शित कर पाए की कांस्टेंट फंक्शन ab पर रीमान इंटीग्रेबल है इसके लिए हमें अपर सम तथा लोअर सम और ऐसे सभी लोअर सम का सुप्रीमम तथा अपर सम का इनफीमम ज्ञात करना पड़ा अतः हम किसी भी पार्टीशन के लिए ज्ञात करें हमें 𝑐𝑏−𝑎 अर्थात c गुना मिलेगा और क्योंकि लोअर इंटीग्रल तथा अपर इंटीग्रल समान है यह सामान मान फंक्शन f का ab पर रीमान इंटीग्रल होगा अगले व्याख्यायन में हम एक और उदाहरण लेंगे और हम आज का व्याख्यायन यहीं खत्म करते हैं ध्यान देने के लिए धन्यवाद